तो इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है और इस मॉड्यूल में हम उन प्रयोगों का प्रदर्शन करेंगे जो हमने पिछले मॉड्यूल में देखे हैं जो बैंड पास फिल्टर के बारे में सिद्धांत भाग है इसलिए हमने देखा है कि बैंड पास फ़िल्टर को कैसे रचना किया जा सकता है और हम कैसे निष्क्रिय बैंड पास फिल्टर रचना कर सकते हैं और हम कैसे सक्रिय बैंड पास फिल्टर रचना कर सकते हैं है ना तो विचार कैस्केड करें या उच्च पास फिल्टर को कम पास फिल्टर के साथ एकीकृत करने का है अब हम प्रयोग करते हैं और वास्तविकता में क्या होता है देखते हैं है ना तो उस को करने के लिए आकृति 15 में एक हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर के साथ दिया जाता है मान C1 R1 R2 C2 सही दिए गए हैं अब एक बार जब आप सर्किट जोड़ते हैं तो हमारा उद्देश्य निष्क्रिय बैंड पास फिल्टर के काम का अध्ययन करना है क्योंकि कोई सक्रिय घटक नहीं है सर्किट से कनेक्ट करें जैसा कि आकृति 15 में दिखाया गया है Vin पर सीधे 50 हर्ट्ज पर 5 वोल्ट पीक तू पीक साइन वेव लागू करें 20 हर्ट्ज के चरणों में अलग अलग आवृत्ति के लिए आउटपुट Vout का निरीक्षण करें और अपने पीक तू पीक आउटपुट वोल्टेज पर ध्यान दें आउटपुट के आकार और एम्पलीटूड पर 159 कट ऑफ आवृत्ति उच्च पास फिल्टर की और 15 किलो हर्ट्ज कट ऑफ आवृत्ति कम पास फिल्टर की पर टिप्पणी करें यहां हम एक लो पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रिकवेंसी 15 किलो hertz है और एक हाई पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रिकवेंसी 159 hertz है डिजाइन कर रहे हैं आपके पास लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिकवेंसी और हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिकवेंसी है चलो देखते हैं अब आउटपुट में हमें क्या मिलता है जो कि एक निष्क्रिय बैंड पास फिल्टर है

इसलिए मैं ब्रेडबोर्ड पर सर्किट दिखाने में हमारी मदद करने के लिए सीताराम को बुलाना चाहूंगा और फिर हम देखेंगे कि सर्किट कैसा दिखता है तो आप निष्क्रिय हाई पास फिल्टर और कम पास फिल्टर को एक साथ देख सकते हैं अब हम आवृत्ति जनरेटर के माध्यम से सिग्नल लगा रहे हैं जिसे हमने लगभग 49 हर्ट्ज पर सेट किया है और एंप्लीट्यूड 5 वोल्ट की पीक तू पीक तक है उच्च पास फिल्टर मैं इनपुट है और आउटपुट कम पास फिल्टर से है तो बैंड पास फिल्टर का इनपुट हाई पास फिल्टर का इनपुट है और बैंड पास फिल्टर का आउटपुट लो पास फिल्टर से आउटपुट है इसलिए जब 512 वोल्ट लागू करते हैं तो यह उसी सिग्नल को गुजरने की अनुमति नहीं देता है और यह इस विशेष आवृत्ति को अवरुद्ध कर रहा है आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव का भी निरीक्षण करेंगे निश्चित बिंदु पर लोडिंग प्रभाव मैं आपको बताएगा कि कब 5899 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए आवृत्ति ठीक है लेकिन एंप्लीट्यूड नहीं है इसका मतलब है कि यह आवृत्ति को इस विशेष फिल्टर से गुजरने की अनुमति नहीं दे रहा है अब हम आवृत्ति बढ़ाते हैं पीक तू पीक वोल्टेज भी बढ़ रहा है आगे इस विशेष हाई पास फिल्टर के लिए मूल्य बढ़ रहा है 159 हर्ट्ज के करीब आप अपने आउटपुट में अचानक कूद पाएंगे आप देखते हैं यह अधिकतम आवृत्ति 1592 हर्ट्ज है जिसे पारित करने की अनुमति है लेकिन हम आउटपुट पर वोल्टेज नहीं देख सकते हैं जो 24 वोल्ट है यह लोडिंग प्रभाव के कारण है जिसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करने पर हटा सकते हैं यह सक्रिय फिल्टर है यही कारण है कि ज्यादातर मामलों में आवृत्ति बढ़ाने पर लोडिंग प्रभाव के कारण लोग निष्क्रिय फिल्टर का उपयोग नहीं करते हैं हम 15 किलो हर्ट्ज तक आवृत्ति पारित कर सकते हैं और 15 किलो हर्ट्ज से ऊपर वोल्टेज काफी कम हो रहा है इसलिए यदि आप 15 किलो हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को बढ़ाते रहते हैं जिसे आपने कम पास फिल्टर के लिए निर्धारित किया है तो यह उच्च आवृत्ति को अवरुद्ध करना शुरू कर देगा यह केवल आवृत्ति के कुछ बैंड को पारित करेगा लोडिंग के कारण आप आउटपुट में उतना महत्वपूर्ण अंतर नहीं देख सकते हम यह नहीं समझ सकते कि कौन सा बैंड गुजर रहा है कौन सा बैंड लोडिंग के प्रभाव के कारण नहीं गुजर रहा है आउटपुट सिग्नल के आकार पर टिप्पणी क्या है आउटपुट सिग्नल एक वोल्टेज के साथ इनपुट सिग्नल का अनुसरण करता है जो इनपुट सिग्नल से छोटा होता है यह निर्धारित करना मुश्किल है कि किस बैंड की आवृत्ति को पारित करने की अनुमति दी गई है लोडिंग के प्रभाव के कारण आवृत्ति के किस बैंड को पारित करने की अनुमति नहीं है यह हमारी टिप्पणी है जब हम प्रयोग में बैंड पास फिल्टर का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा प्रयोग बैंड पास फिल्टर पर है है ना अब निष्क्रिय बैंड पास के बजाय यदि मैं एक सक्रिय बैंड पास फिल्टर का उपयोग करता हूं तो क्या होगा यदि आप यहां सर्किट को फिर से देखते हैं तो हमारे पास उच्च पास है हमारे पास लो पास है हमारे पास R2 R1 है प्रवर्धन की मदद से है सही यह एक इन्वेर्टिंग एम्पलीफायर है और R1 द्वारा प्रवर्धन R2 है हम लोडिंग प्रभाव नहीं देख पाएंगे इसलिए अगर मैं इसे डिजाइन करना चाहता हूं तो मुझे पहले इस सर्किट को कनेक्ट करना होगा जैसा कि आकृति 16 में दिखाया गया है इसलिए मैं अपने सर्किट को इस विशेष प्रारूप में कनेक्ट करूंगा और मैं आवृत्ति जनरेटर का उपयोग करके इनपुट पर सिग्नल लागू करूंगा अगला कदम यह है कि इस फिल्टर की कट ऑफ आवृत्तियों की गणना 15915 हर्ट्ज और 159 किलो हर्ट्ज के रूप में की जाएगी एक बार जब हम fL और fH की कट ऑफ फ़्रीक्वेंसी जान लेते है तो हम V1 पर 50 हर्ट्ज़ की 5 वोल्ट की साइन वेव लगाएंगे हम 20 हर्ट्ज के चरण के साथ आवृत्ति बढ़ाना शुरू कर देंगे तो चलिए Vo पर आउटपुट का निरीक्षण करते हैं और इसके पीक तू पीक आउटपुट वोल्टेज पर ध्यान देते हैं हम यह देख पाएंगे कि एक आवृत्ति जो कि कट ऑफ फ़्रीक्वेंसी के बराबर होती है एम्पलीटूड A है 2 के वर्गमूल में जबकि fL से नीचे और fH से ऊपर एम्पलीटूड दबा हुआ है एम्पलीटूड सप्रेशन क्या है अगर मेरे पास 5 वोल्ट की पीक तू पीक वोल्टेज है तो जब मैं कहता हूं कि नीचे और ऊपर की कट ऑफ आवृत्ति मेरे एम्पलीटूड को दबा देगी तो मैं इनपुट सिग्नल के रूप में जो देता हूं उसकी तुलना में यह कम होगा इसलिएएक और बात अगर हमारे पास R1 10 किलो ओम R2 1 किलो ओम है यदि मैं अपने गेन की गणना करता हूं तो यह 01 है अगर मैं गेन बढ़ाना चाहता हूं तो R2 को 100 किलो ओम से बदलें अगर मैं लाभ को 01 से 1 या 10 तक बढ़ाना चाहता हूं तो मैं R2 के मूल्य को बदल सकता हूं क्योंकि गेन R1 द्वारा R2 है R1 10 किलो ओम है लाभ 01 है अगर मैं R2 को 10 किलो ओम के बराबर बनाता हूं तो 10 किलो ओम द्वारा 10 किलो ओम मेरा लाभ 1 है अगर मैं R2 100 किलो ओम 10 किलो ओम से 100 किलो ओम बनाता हूं मेरा लाभ 10 हो जाता है इसका मतलब है कि मैं R2 की मदद से अपना लाभ बदल सकता हूं निष्क्रिय फिल्टर के मामले में हम लाभ को बदल नहीं सकते हैं तो अगर यह मामला है तो हम वास्तव में ब्रेडबोर्ड पर सर्किट को लागू करते हैं और हमें देखना हैं कि हमारे आउटपुट वोल्टेज का क्या होता है जब हम 5 वोल्ट पीक तू पीक साइन वेव लागू करते हैं तो आइए हम ब्रेडबोर्ड पर देखते हैं सीताराम वापस आ गया है और वह आपको ब्रेडबोर्ड पर फ़िल्टर दिखाएगा आप जो देख रहे हैं आपके पास एक हाई पास फिल्टर है आपके पास एक लो पास फिल्टर है आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है अब आप इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग इनवर्टिंग मोड में कर रहे हैं यही वजह है कि R1 और R2 का उपयोग करके इसका गेन बदला जा सकता है अभी के लिए हमने 01 का गेन रखा है और हम हाई पास फिल्टर के लिए इनपुट लागू कर रहे हैं फिर हम आउटपुट को लो पास फिल्टर पर देखेंगे तो फिर से यह बैंड पास फिल्टर है निष्क्रिय और सक्रिय के बीच एकमात्र परिवर्तन यह है कि हमारे पास op amp है और हम गेन बदल सकते हैं हम डीसी बिजली की आपूर्ति का उपयोग कर रहे हैं और डीसी बिजली की आपूर्ति के माध्यम से हम पहले से ही पूर्वाग्रह वोल्टेज के रूप में प्लस माइनस 15 वोल्ट लागू कर चुके हैं आप मानते हैं कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति दी गई है और आयाम 5 वोल्ट के रूप में दिया गया है इस विशेष मामले में मेरा आउटपुट वोल्टेज ऑसिलोस्कोप पर है आउटपुट वोल्टेज क्या है हम देखते हैं कि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है कम आवृत्ति fL 15915 हर्ट्ज था तो इसमें 50 हर्ट्ज की अनुमति नहीं होगी यही कारण है कि पीक तू पीक वोल्टेज 200 मिली वोल्ट है आउटपुट पर इनपुट सिग्नल पूरी तरह से fL के नीचे दबा हुआ है यह fH से ऊपर भी दब जाएगा अब हम 20 हर्ट्ज 50 से 70 हर्ट्ज के चरणों में आवृत्ति बढ़ाते हैं हम देखते हैं कि यह अभी भी दबा हुआ है क्योंकि यह fL से नीचे है यह उच्च पास फिल्टर की कट ऑफ आवृत्ति है अब हम 90 और 110 हर्ट्ज तक बढ़ गए अब आप देख सकते हैं यह अभी भी पारित करने की अनुमति नहीं दे रहा है आइए हम आगे बढ़ते हैं 130 अभी भी समान हैं आइए हम 150 बनाते अभी भी समान हैं इसे बढ़ाकर 160 करें आपका वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमने 01 का लाभ निर्धारित किया है जिसका अर्थ है कि वोल्टेज जो भी है 01 से गुणा करते ही आउटपुट घट जाएगा अगर मैं लाभ बढ़ाता हूं तो आप बदलाव देखेंगे यदि मैं 15 किलो हर्ट्ज से ऊपर जाते हैं तो आप अचानक देखेंगे कि लाभ कम होगा इसलिए मैं 15 किलो हर्ट्ज से ऊपर बढ़ता रहता हूं आप देखेंगे कि लाभ कम हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज भी अचानक कम हो जाएगा आप 220 210 और 200 देख रहे हैं अब फिर से यह सिग्नल को दबा रहा है लेकिन क्या होगा अगर मैं गेन को 1 करूं तो यहां हमारे पास 1 किलो ओम के बराबर R2 है R1 10 किलो ओम के बराबर होता है R2 भाग R1 01 है यही कारण है कि जो भी संकेत गुजर रहा था वह इस विशेष कारक के साथ गुणा हो रहा था इसका मतलब है 5 वोल्ट भाग 01 हमें 05 वोल्ट देंगे सही इसलिए आप देख सकते हैं कि आउटपुट आम तौर पर 400 मिली वोल्ट या 300 मिली वोल्ट के करीब था जब हम fL के ऊपर थे और जब हम fL और fH के बीच मे थे तो आपने देखा होगा कि वोल्टेज लगभग 350 400 मिली वोल्ट था अगर मैं कारक को 1 में बदलता हूं इसका मतलब है मेरे पास 10 किलो ओम का R2 है मेरे पास 10 किलो ओम का R1 है मेरा गेन 1 होगा तो इस विशेष मामले में आइए देखें कि सर्किट कैसे काम करेगा हम 5 वोल्ट लगाकर एक ही प्रयोग करेंगे और 50 हर्ट्ज से शुरू करेंगे और 20 हर्ट्ज के चरण में आवृत्ति बढ़ाएंगे आइए हम ब्रेडबोर्ड पर वापस जाते हैं और हम देखते हैं कि प्रतिरोधक है जिसे उसने कुल मूल्य 10 किलो ओम के करीब रखने के लिए रखा है तो उसे एक और अवरोधक प्राप्त करना होगा क्योंकि हम मूल्य 1 चाहते हैं इसलिए अवरोधक का मूल्य जो आपके पास 10k है और दूसरा अवरोधक भी 10k का है तो फिर हमारे पास 1 है इसलिए जो बात मैं कह रहा था वह यह है कि अगर मैं अपना प्रतिरोध मूल्य बदलता हूं तो मैं आउटपुट सिग्नल में परिवर्तन देख सकता हूं और आपको यह समझना होगा कि आउटपुट एम्पलीफायर के लाभ पर निर्भर करेगा इसलिए अब हमने एक सक्रिय बैंड पास फिल्टर देखा है और हमने प्रयोग के तौर पर एक निष्क्रिय बैंड पास फिल्टर देखा है अगले मॉड्यूल में हम बैंड रिजेक्ट फिल्टर देखेंगे हमने फिल्टर के सिद्धांत को समझा फिर हमने कम पास उच्च पास बैंड पास सक्रिय बैंड पास निष्क्रिय बैंड पास को देखा हमने सक्रिय लो पास सक्रिय हाई पास निष्क्रिय हाई पास इन को देखा है और हमने आवरण किया है अगला आवृत्ति के आधार पर होगा है ना आपको कम पास उच्च पास और बैंड पास याद है शेष क्या है बैंड रिजेक्ट जिसका अर्थ है एक विशेष आवृत्ति को बैंड के बाकी हिस्सों से खारिज करना होगा उस विशेष आवृत्ति को रिजेक्ट करने के लिए हमें एक फ़िल्टर की आवश्यकता होती है जो उस विशेष आवृत्ति को रिजेक्ट कर देगा और जिसे बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर कहा जाएगा फिर से बैंड रिजेक्ट फिल्टर के लिए हम देखेंगे कि कैसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करके इस बैंड रिजेक्ट फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं इस विशेष मॉड्यूल में एक चीज जो आपको मिली है वह यह है कि अगर मैं एक निष्क्रिय सर्किट का उपयोग करता हूं तो लोडिंग का प्रभाव होगा यदि मैं सक्रिय सर्किट का उपयोग करता हूं तो लोडिंग खेल में नहीं आएगी सही है यदि आप कहीं फंस गए हैं तो बेझिझक पूछें और हम आपके मंच पर आते ही आपको वापस लाने की कोशिश करेंगे जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर पाने में मैं आपकी मदद करूंगा और ऐसे लोग भी हैं जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि चीजें कैसे काम करती हैं तो अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर क्या है तब तक आप ध्यान रखें मैं अगले मॉड्यूल में मिलता हु